अब हम कण्ट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस पर चर्चा करते हैं जो ARM में उपलब्ध हैं यह ARM इंस्ट्रक्शन सेट पर हमारी व्याख्यान श्रृंखला का तीसरा हिस्सा है यहां हम कण्ट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे विशेष रूप से हम ब्रांच और लिंक इंस्ट्रक्शन को देख रहे होंगे जो मुख्य रूप से सबरूटीन कॉल से निपटने के लिए उपयोग किए जाते हैं और हम कंडीशनल एक्सेक्यूशन इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे जो आप इस श्रेणी के कण्ट्रोल फ्लो से संबंधित हो सकते हैं आइए हम कण्ट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस को देखें जैसा कि मैंने पहले कहा था कण्ट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन वे हैं जो इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूशन के अनुक्रम को बदलते हैं एक्सेक्यूशन के सामान्य फ्लो में इंस्ट्रक्शन आम तौर पर मेमोरी में एक के बाद एक संग्रहीत किए जाते हैं पीसी अगले इंस्ट्रक्शन पर एक्सेक्यूशन होने के लिए इंगित करता है जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूशन समाप्त करता है तो आप पीसी को 4 से बढ़ाते हैं ताकि पीसी अगले इंस्ट्रक्शन को इंगित करे प्रत्येक इंस्ट्रक्शन आकार 32 बिट्स का है इसलिए आपको इसे 4 बाइट्स से बढ़ाना होगा अब कण्ट्रोल फ्लो में यह पीसी 4 से बढ़ नहीं रहा है बल्कि आप कुछ अन्य मान के साथ पीसी को अपडेट कर रहे हैं तो अगला इंस्ट्रक्शन कहीं और से होगा कण्ट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शंस के प्रकारों के संदर्भ में अनकंडीशनल ब्रांच कंडीशनल ब्रांच ब्रांच और लिंक और कंडीशनल एक्सेक्यूशन इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं मोटे तौर पर इन 4 श्रेणियों के इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं आइए एक एक करके इन इंस्ट्रक्शंस को देखें पहले वाला अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन है अनकंडीशनल ब्रांच में हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन ब्रांच होती है जिसका नाम मात्र B है असेंबली भाषा में हम सिर्फ B लक्ष्य कहते हैं तो इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद हम अगले इंस्ट्रक्शन पर नहीं जाएंगे बल्कि अगला इंस्ट्रक्शन यहां पर होगा जिस तरह से पीसी बढ़ाया जाएगा वह यह है कि PC PC 4 करने के बजाय हम जो कह रहे हैं वह यह है कि हम PC Target कर रहे हैं ताकि जो अगला इंस्ट्रक्शन आएगा वह यह इंस्ट्रक्शन होगा जो यहां स्टोर किया गया है इसे अनकंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन कहा जाता है जिसका अर्थ है कि जब भी आपके पास यह बी इंस्ट्रक्शन होगा तो इस नए एड्रेस पर हमेशा कण्ट्रोल हस्तांतरण होगा अब आपके पास कुछ स्थिति के आधार पर कण्ट्रोल का यह हस्तांतरण भी हो सकता है इन्हें कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन कहा जाता है यहाँ मैंने एक कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन दिखाया है जिसे कहा जाता है Branch if Not Equal आइए हम इस सरल कोड खंड को देखें आप समझ जाएंगे कि यह क्या कर रहा है यहाँ हम कुछ रजिस्टर r2 से 0 को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं फिर यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ गणनाएँ कर रहे हैं फिर हम r2 को 1 में जोड़ रहे हैं और परिणाम r2 में वापस संग्रहीत किया जाता है फिर हम तुलना कर रहे हैं कि r2 20 बन रहा है या नहीं अगर यह 20 नहीं है तो हम वापस लूप में जाते हैं हम इसे दोहराते हैं और एक बार जब यह 20 हो जाता है तो यह बाहर आता है और अगले इंस्ट्रक्शन के साथ जारी रहता है इसका मतलब है कि यह एक सरल लूप है जिसे हमने लागू किया है जो दोहराएगा 20 बार इंस्ट्रक्शंस का एक सेट इस तरह के कंडीशनल लूप को लागू करने के लिए आप इस कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन का उपयोग कर सकते हैं इस सूची से एड्रेस चलता है कि न केवल BNE विभिन्न स्थितियों की एक किस्म संभव है आप कुछ गणना या तुलना कर सकते हैं और उसके आधार पर आप अपना निर्णय ले सकते हैं कि कहीं और जम्प करना है या नहीं सबरूटीन कॉल के बारे में बात करते हुए कई इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जैसे कि कॉल कॉल इंस्ट्रक्शन है जिसका उपयोग आप एक सबरूटीन को कॉल करने के लिए करते हैं जब आप सामान्य रूप से सबरूटीन कहते हैं तो क्या होता है पीसी स्टैक में पुश कर दिया जाता है आप सबरूटीन में जम्प कर जाते हैं सबरूटीन एक्सेक्यूशन हो जाता है सबरूटीन का अंतिम इंस्ट्रक्शन एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन होगा वापसी क्या करेंगे यह स्टैक से अंतिम तत्व को पॉप करेगा इसे पीसी में लोड करेगा जिसका अर्थ है कि आप उस प्रोग्राम पर वापस लौटेंगे जहां से कॉल इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूशन किया गया था इसका मतलब अगला इंस्ट्रक्शन है क्योंकि पीसी हमेशा अगले इंस्ट्रक्शन को इंगित करता है यही कारण है कि चीजों को एक पारंपरिक प्रोसेसर में संभाला जाता है लेकिन ARM में कोई कॉल इंस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि ब्रांच और लिंक नामक एक इंस्ट्रक्शन है संक्षेप में BL यहाँ कोई स्टैक नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया एक विशेष रजिस्टर r14 है जिसे लिंक रजिस्टर कहा जाता है रिटर्न एड्रेस का मतलब है पीसी का वर्तमान मान जब भी किसी इंस्ट्रक्शन को एक्सेक्यूशन किया जाता है तो पीसी को तुरंत 4 से बढ़ा दिया जाता है इसलिए यह अगले इंस्ट्रक्शन की ओर इशारा करता है जो कि रिटर्न एड्रेस है रीटर्न एड्रेस लिंक रजिस्टर में सहेजा जाएगा और फिर आप सबरूटीन पर जा रहे हैं और जब आप वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उस एड्रेस पर वापस जम्प करना होगा जो r14 में संग्रहीत है इस तरह से ARM सबरूटीन कॉल रिटर्न को संभाला जा सकता है आइए हम यहां एक सरल उदाहरण लेते हैं एक बहुत छोटा कोड दिखाया गया है माना कि एक प्रोग्राम में कहीं आपने एक सबरूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन BL दिया है यह सबरूटीन जिसे आप कॉल कर रहे हैं मान लें कि MYSUB आपके द्वारा कॉल किए जा रहे सबरूटीन का लेबल है और यह लाल बॉक्स सबरूटीन को इंगित करता है इस सबरूटीन के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे लेकिन सबरूटीन में जम्प करने से पहले क्या होगा लिंक रजिस्टर r14 में यह अगला इंस्ट्रक्शन एड्रेस बताता है कि यह X है यह X संग्रहीत हो जाएगा वर्तमान पीसी यदि यह एक्स है तो एक्स को r14 में संग्रहित किया जाएगा और फिर यह MYSUB के लिए ब्रांचओं में बंट जाएगा MYSUB में कई इंस्ट्रक्शन होंगे यह एक्सेक्यूशन करेगा अंत में जब वह वापस लौटना चाहता है तो यह कुछ MOV इंस्ट्रक्शन को एक्सेक्यूशन करता है किस प्रकार का एमओवी MOV r14 से पीसी अनिवार्य रूप से आप वापस ब्रांच कर रहे हैं या इस स्थान पर वापस जा रहे हैं और आप यहां से एक्सेक्यूशन फिर से शुरू कर रहे हैं यह है कि आप सबरूटीन कॉल को कैसे लागू कर रहे हैं और ARM में वापस आ सकते हैं लेकिन यहां स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस तरह से आप नेस्टेड सबरूटीन कॉल या पुनरावृत्ति को लागू नहीं कर सकते हैं जो इतना आम है आप यहाँ देखते हैं कि आपके पास रिटर्न एड्रेस r14 स्टोर करने के लिए केवल एक रजिस्टर है यहां मैं एक सरल उदाहरण फिर से दिखा रहा हूं जहां हम एक सॉफ्टवेयर स्टैक के उपयोग को दर्शा रहे हैं मैंने कहा कि ARM स्टैक का समर्थन नहीं करता है लेकिन हम उपलब्ध इंस्ट्रक्शंस का उपयोग करके सॉफ्टवेयर में स्टैक को लागू कर सकते हैं आइए मान लें कि हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है जिसे हम यहां लागू करना चाहते हैं या स्टैक करना चाहते हैं मैंने कहा कि r13 एक रजिस्टर है जिसे आप आमतौर पर स्टैक पॉइंटर के रूप में उपयोग करते हैं मान लें कि हम r13 का उपयोग कर रहे हैं ये कुछ मेमोरी लोकेशन हैं और r13 यहाँ इंगित कर रहा है इस प्रोग्राम में मैं अपने मुख्य प्रोग्राम से क्या दिखाता हूं मैं BL MYSUB1 कॉल कर रहा हूं यह MYSUB1 है और MYSUB1 से मैं फिर से एक और सबरूटीन MYSUB2 कह रहा हूं यह एक नेस्टेड कॉल है दो स्तरीय नेस्टिंग मैं प्रदर्शन कर रहा हूं नेस्टेड के पहले स्तर में बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरा r14 वैल्यू खो नहीं जाता है हम एक मल्टीपल रजिस्टर स्टोर इंस्ट्रक्शन STMFD का उपयोग कर रहे हैं तो यह क्या करता है यह अनिवार्य रूप से r14 और कुछ अन्य रजिस्टरों को बचाता है जिनकी मुझे आवश्यकता हो सकती है ये तीन और यह भी r14 लिंक रजिस्टर यहाँ r13 स्टैक में संग्रहीत हैं फिर आप MYSUB2 ब्रांच और लिंक पर जाएं अब आपका r14 अधिलेखित हो जाता है इसमें इस इंस्ट्रक्शन का रिटर्न एड्रेस होगा MYSUB2 एक्सेक्यूशन हो जाता है और एक बार जब यह हो जाता है तो आप r14 में संग्रहीत एड्रेस पर वापस आ जाते हैं तो आप यहां वापस आते हैं और यहां से एक्सेक्यूशन फिर से शुरू करते हैं अब अंत में आपके पास एक लोडिंग मल्टीपल रजिस्टर लोड इंस्ट्रक्शन है आप क्या करते हैं आप r13 से फिर से लोड करते हैं यह r13 वहाँ इंगित कर रहा है यहां आप r0 से r2 लोड कर रहे हैं और पिछले एक को पीसी पर लोड किया जाएगा तो जो भी इस r14 मान को स्टैक में सहेजा गया था जो अब पीसी में लोड हो जाएगा जिसका अर्थ है कि यह स्वचालित रूप से यहां वापस आ जाएगा इस तरह के एक मल्टीपल रजिस्टर लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन का उपयोग आप नेस्टेड सबरूटीन कॉल या रिकर्सन को लागू करने के लिए कर सकते हैं ARM इंस्ट्रक्शन सेट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे कंडीशनल एक्सेक्यूशन कहा जाता है यह एक अनूठी विशेषता है जो हम आमतौर पर अन्य इंस्ट्रक्शन सेटों में नहीं देखते हैं ARM के डिजाइनरों ने इंस्ट्रक्शंस के इन सेटों को बहुत सावधानी से सोचा है यह कहता है कि इंस्ट्रक्शंस को कंडीशनल बनाया जा सकता है कंडीशनल का अर्थ है कि वे या तो एक्सेक्यूशन कर सकते हैं या वे एक्सेक्यूशन नहीं कर सकते हैं मैं हर इंस्ट्रक्शन के साथ कुछ शर्त निर्दिष्ट कर सकता हूं एक क्षेत्र होगा जहां कुछ शर्त निर्दिष्ट है यदि यह स्थिति है तो इसे एग्जिक्यूट किया जाता है अन्यथा इसे एग्जिक्यूट नहीं किया जाता है एक उदाहरण लेते हैं उच्च स्तरीय भाषा में मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से लागू करना चाहता हूं यहाँ मेरे पास एक उपाय है मान लीजिए मैं इस तरह से लागू करता हूं मुझे 10 के साथ r2 की जांच करनी है चाहे वह 0 के बराबर हो या 0 के बराबर नहीं मेरी आवश्यकता कहती है यदि यह 0 के बराबर नहीं है तो यह गणना करें तो मैं क्या कर रहा हूं मैं 10 के साथ r2 की तुलना कर रहा हूं यदि यह बराबर है तो मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं अगर यह बराबर है तो मैं इस SKIP की ब्रांच में हूँ मैं इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को छोड़ रहा हूं लेकिन अगर यह बराबर नहीं है तो मैं इस ADD और SUB से गुजर रहा हूं केवल एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यहां मुझे एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है लेकिन अगर मैं इस तरह के कार्यान्वयन की कंडीशनल विविधता का उपयोग करता हूं तो आप देखें कि हमने यहां क्या किया है हम फिर से r2 के साथ तुलना कर रहे हैं अगले ADD और SUB इंस्ट्रक्शंस में हमने कंडीशनल पोस्टफिक्स को न के बराबर जोड़ा है इसका मतलब है अगर नहीं के बराबर है तो आप ये करते हैं इसलिए जब मैं ADDNE कहता हूं तो कंप्यूटर वास्तव में 0 फ्लैग का परीक्षण कर रहा है यदि यह 0 है तो इसे एक्सेक्यूशन करें इसी तरह SUBNE यदि 0 फ्लैग 0 है तो इसे एक्सेक्यूशन करें इंस्ट्रक्शंस की यह कंडीशनल विविधता एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन से बचने में मदद करती है यह कई छोटी ब्रांचओं को हटाने में मदद करता है एक सामान्य कोड में आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे ये कंडीशनल इंस्ट्रक्शन ऐसे कई ब्रांच इंस्ट्रक्शंस को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं जो आपके कोड को कम और अधिक कुशल बनाते हैं यह मुख्य लाभ है अब उपलब्ध विभिन्न इंस्ट्रक्शन पोस्टफिक्स यहाँ दिखाए गए हैं एक इंस्ट्रक्शन के हिस्से के रूप में 4 बिट्स आरक्षित हैं जो स्थिति को निर्दिष्ट करेंगे एक और उदाहरण लेते हैं यहाँ हम एक साथ दो स्थितियों की जाँच कर रहे हैं यह पारंपरिक दृष्टिकोण है आप पहली बार r1 और r3 की तुलना करते हैं यदि वे समान नहीं हैं तो आप सीधे छोड़ सकते हैं इसका मतलब है आपके पास यह करने के लिए नहीं है यदि यह सीधे SKIP में आने के बराबर नहीं है तो आप अगली स्थिति r5 और r6 की जांच करते हैं यदि वे समान नहीं हैं तो आप SKIP में जाते हैं अन्यथा आप जोड़ते हैं लेकिन कंडीशनल विविधता में दूसरा तुलना इंस्ट्रक्शन को भी आप कंडीशनल बना सकते हैं तो आप यहाँ देखते हैं कि आप दो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस को समाप्त कर रहे हैं आपका कोड इतना अधिक कुशल होता जा रहा है कंडीशनल एक्सेक्यूशन इंस्ट्रक्शंस के अलावा इसने लोगों को कोड लिखने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया है कोड बहुत कॉम्पैक्ट और कुशल हो सकता है और एक्सेक्यूशन समय के मामले में भी कम समय लगेगा क्योंकि इंस्ट्रक्शंस की संख्या कम है एक अन्य प्रकार का इंस्ट्रक्शन है जो पीसी के वैल्यू को भी बदलता है बेशक यह एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण नहीं है इन्हें सुपरवाइजरी कॉल कहा जाता है एक इंस्ट्रक्शन है जिसे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट या SWI कहा जाता है यह सबरूटीन कॉल की तरह है यह कुछ रजिस्टर r14 में रिटर्न एड्रेस को सेव करके सबरूटीन में भी जाएगा लेकिन मुख्य अंतर यह है कि इस जंप करते समय यह प्रोसेसर मोड को सुपरवाइजर मोड में भी बदल देगा ये इंस्ट्रक्शन आम तौर पर उन वातावरणों में उपयोग किए जाते हैं जहां एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ सेवा का अनुरोध करने का प्रयास कर रहे हैं आप SWI कॉल देते हैं यह OS पर जम्प करता है और मोड भी सुपरवाइजरी मोड में बदल जाता है आमतौर पर जब OS एक्सेक्यूशन होता है प्रोसेसर मोड सुपरवाइजरी होता है जो स्वचालित रूप से होता है हम इसके बारे में बहुत विस्तार में नहीं जा रहे हैं हमने संक्षेप में विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को देखा है जो ARM और अद्वितीय विशेषताओं में हैं विशेष रूप से मैंने इस व्याख्यान में कंडीशनल एक्सेक्यूशन के बारे में बात की है पहले आपने अरिथमेटिक और तर्क इंस्ट्रक्शंस के संदर्भ में देखा है जब आप एक्सेक्यूशन कर रहे हैं तो दूसरे ऑपरेंड को इतने लचीले तरीकों से निर्दिष्ट किया जा सकता है ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप इन लचीले तरीकों का लाभ उठाकर अपने कोड को छोटा बना सकते हैं फिर कई रजिस्टर ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन और इसी तरह जैसा कि मैंने कहा कि इस पाठ्यक्रम में हम कुछ माइक्रोकंट्रोलर बोर्डों के आधार पर बहुत सारे प्रयोगात्मक प्रदर्शनों को देख रहे हैं अगले व्याख्यान में हम आपको उन बोर्डों में से एक से मिलवाएंगे जिनके आधार पर कई प्रयोगों का प्रदर्शन किया जाएगा हम बोर्डों की बुनियादी विशेषताओं विभिन्न प्रकार के कनेक्टर्स और उनका उपयोग करने के तरीके पर चर्चा करेंगे और बाद में हम वास्तव में देख रहे होंगे कि उन्हें कैसे उपयोग किया जाता है धन्यवाद